अंतिम कक्षा में आपका स्वागत हैहमने यह सवाल उठाया था कि आखिर फार फील्ड क्या है तय करने का मापदंड क्या है फार फील्ड क्या है अब आज हम सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर देंगे वास्तव में यह फार फील्ड के मापदंड बहुत दिलचस्प है और सामान्य तौर पर यह केवल एक धारा तत्व प्रकार के साधारण एंटीना के लिए नहीं है किसी भी एंटीना के लिए वास्तव में फार फील्ड उस जगह को प्रदर्शित करता है जहां से वास्तव विकिरणित किरण का निर्माण होता है शक्ति का परिवहन होता है आदि इसलिए फार फील्ड का एक मात्रात्मक माप तय करना बहुत महत्वपूर्ण है अब जो मापदंड उपयोग किया जाते है वास्तव में फार फील्ड के निर्धारण के लिए तीन मानदंडों का उपयोग किया जाता है और उन्हें एक साथ संतुष्ट किया जाना चाहिए इसलिए इसका मतलब है जब तक कि इन मानदंडों में से कोई भी संतुष्ट नहीं होता है तब तक फार फील्ड शुरू नहीं होता है यही कारण है कि हमें इन मानदंडों से सबसे कठोर फार फील्ड लेना होगा अब उन मानदंडों का क्या है सबसे पहले मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि एक एंटीना का फार फील्ड क्या है यह उत्तर देने के लिए कि तीन मापदंड हैं पहला मापदंड यह है कि विद्युत क्षेत्र के रेडियल घटक विद्युत क्षेत्र के रेडियल घटक E क्षेत्र के वांछित घटक की तुलना में नगण्य या बहुत कम होना चाहिए अब हमें वांछित से क्या मतलब है हम जानते हैं कि विकिरण लेता है उदाहरण के लिए धारा तत्व के लिए E क्षेत्र का वांछित घटक E theta है जिसमें 1 भाग r प्रकार से परिवर्तन होता है और विद्युत क्षेत्र का रेडियल घटक Er है इसलिए धारा तत्व के लिए इन मानदंडों का अर्थ है कि Er घटक Eθ घटक से बहुत कम होना चाहिए तो इन मानदंडों के अनुसार जिस दूरी पर ऐसा होता है वह बाउंड्री की शुरुआत है अब कितना छोटे से क्या मतलब है आमतौर पर हम यह कह सकते हैं कि एक अच्छे विश्लेषण के लिए यह विद्युत क्षेत्र का रेडियल घटक वांछित घटक की तुलना में 40 या 60 dB नीचे होना चाहिए तो इसका मतलब है कि 40 dB से क्षेत्र में नीचे का मतलब है वास्तव में 40 dB का 1 भाग 100 वाँ इसका मतलब है कि 1 भाग 100 गुना यह रेडियल घटक बन गया है और इसका मतलब 1 भाग 1000 गुना है इसलिए इनमें से कोई भी अगर हम इसे जोड़ते हैं तो यह और अधिक कठोर हो जाता है अब ये क्यों क्योंकि रेडियल घटक विद्युत प्रवाह में योगदान नहीं देता है हमने देखा है कि अंततः वे विद्युत प्रवाह संकेतिक वेक्टर हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है यदि हम चाहते हैं कि यह रेडियल दिशा में प्रवाहित हो तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों इन दिशा में अनुप्रस्थ होना चाहिए तो यही कारण है कि रेडियल दिशा किसी भी विद्युत प्रवाह विद्युत क्षेत्र के रेडियल घटक को नहीं देगी यही कारण है कि प्रत्येक को जितना संभव हो उतना घटाना चाहिए और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि वहां फार फील्ड है तो यह पहला मापदंड है वास्तव में यह सबसे कठोर मापदंड है कई बार हमारे पास ऐसी कठोरता नहीं होती है लेकिन फिर भी यह मापदंड महत्वपूर्ण है दूसरा मापदंड यह है कि एंटीना से दूरी जहां विकिरित तरंग की तरंग इम्पीडेन्स तरंग इम्पीडेन्स का अर्थ है H क्षेत्र भाग E क्षेत्र अब E क्षेत्र एक समिश्र संख्या है एच क्षेत्र एक समिश्र संख्या है तो यह अनुपात भी एक समिश्र संख्या है तो हम कहते हैं कि इस इम्पीडेन्स का वास्तविक भाग उसका वास्तविक भाग जब उसकी मुक्त स्थान की तरंग इम्पीडेन्स या आंतरिक इम्पीडेन्स तक पहुँचता है इसका मतलब है 377 ओम और इस मात्रा की कला तो इस समिश्र इम्पीडेन्स शब्द की कला लगभग शून्य डिग्री है इसलिए उस दूरी पर हम कह सकते हैं कि फार फील्ड शुरू हो गया है इसलिए मैं कह सकता हूं कि तरंग इम्पीडेन्स का वास्तविक भाग मुक्त स्थान की तरंग इम्पीडेन्स तक पहुँचता है और तरंग इम्पीडेन्स की कला शून्य के करीब पहुंचती है जो यह फार फील्ड की शुरुआत है अभी जाहिर है हमारा इस E और H से क्या मतलब है अब यहाँ इस E का अर्थ है कि वांछित E क्षेत्र घटक पुनः धारा तत्व के लिए यह theta होगा अन्य एंटेना के लिए हमें वांछित H क्षेत्र घटक द्वारा देखना होगा तो इसका मतलब है कि यह मापदंड कहता है कि जब वास्तव में एंटीना से फार फील्ड विकिरण या एंटीना से विकिरण होता है जो प्लेन तरंग के करीब पहुंच रहा है और तीसरा मापदंड यह है कि दूरी जहाँ फ़ील्ड 1 भाग r के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए 1 भाग r square या 1 भाग r cube से नहीं तो हमने अपने धारा तत्व आदि के लिए देखा है कि पहला 1 भाग r जो तब हावी होना शुरू होता है जब r lambda not भाग 2 pi से बड़ा होता है लेकिन यह इस मापदंड से है लेकिन मापदंड बी से इसका मतलब है कि आम तौर पर वह इम्पीडेन्स तरंग इम्पीडेन्स 377 ओम है जो r का मान 3 lambda not देता है और एक अन्य मापदंड यह है कि यह फार फील्ड क्षेत्र संरचना जिसे प्लेन वेव के रूप में अनुमानित किया जा सकता है तो लेकिन वास्तव में हम पहले ही कह चुके हैं कि वास्तविक संरचना गोलाकार तरंग है तो एक गोलाकार तरंग इसका मतलब है एक बहुत दूरी पर गोलाकार सतह मैं प्लेन वेव के रूप में अनुमानित कर सकता हूं अब किस दूरी पर ऐन्टेना से किस दूरी पर मैं देख सकता हूं यह एक प्लेन वेव जैसी चीज है तो इसका मतलब है अगर मेरे पास एक गोला है लेकिन माना कि मैं कह रहा हूं कि यह गोलाकार सतह नहीं है यह एक समतल है इसलिए मैं निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ त्रुटियां कर रहा हूं या अगर मैं कहता हूं कि मैं इसे इसके करीब रखूँगा इसलिए अंत में मैं त्रुटि कर रहा हूं अनुमेय त्रुटि एक मापदंड है जो कि अनुमेय त्रुटि है अगर हम इसे pi भाग 8 रेडियन तक प्रतिबंधित करते हैं इसका मतलब है कि 180 भाग 8 डिग्री मतलब 225 डिग्री तो यहाँ तक अगर हम त्रुटि करते हैं तो यह किस दूरी पर होता है जो वास्तव में निर्भर करता है यह r 2D square भाग lambda है जहां D एंटीना का अधिकतम परिमाप है तो यह आम तौर पर इन सभी मानदंडों से बाहर होता है अंत में हम यह कह सकते हैं कि फार फील्ड एक दूरी पर शुरू होता है जब r 2D square भाग lambda not के बराबर होता है यह D अधिकतम परिमाप है तो मान लीजिए कि एक एंटीना एक आयत है तो जो लंबाई सबसे बड़ा परिमाप है वायर एंटेना के लिए यह कुल लंबाई है अन्य किसी भी प्रकार के लिए एंटीना का अधिकतम परिमाप चाहे वह लंबाई या चौड़ाई हो या कभी कभी आयत का कर्ण आप ले सकते हैं तो अधिकतम परिमाप D और lambda not है जाहिर है उत्तेजक स्रोत की तरंग दैर्ध्य है यह तरंग दैर्ध्य है इसलिए आम तौर पर इन आधार पर हम फार फील्ड कहते हैं तो वास्तव में यह क्षेत्र एंटीना का क्षेत्र है मान लीजिए कि यह एंटीना है तो हम यह रेखाचित्र बना सकते हैं यहाँ से एक दूरी पर जिसे हम R कह सकते हैं यह R मोटे तौर पर 2D square भाग lambda not है यह आजकल स्वीकार्य मापदंड है जो फार फील्ड शुरू होता है लेकिन बीच में क्या होता है बीच में भी एक ओर क्षेत्र है वास्तव में दो क्षेत्र हैं तो मैं इस तरह चित्र बनाऊंगा मुझे दूसरा रंग चुनने दें तो वहाँ एक और दूरी है मुझे कहने दें ये दो क्षेत्र हैं इसलिए यह एक और क्षेत्र है अगर मैं इसे R1 कहता हूं मुझे R2 को एक अन्य क्षेत्र लेने दें जो आम तौर पर 062 गुणा D cube भाग lambda not का वर्गमूल दिया जाता है तो क्या हुआ तो इससे आगे फार फील्ड है और इस क्षेत्र में इस क्षेत्र को फ्रेन्ज़ेल रीज़न कहा जाता है या इसे क्षेत्र के पास विकिरणक भी कहा जाता है इसलिए इस क्षेत्र को मैं फ्रेन्ज़ेल रीज़न फ्रेन्ज़ेल रीज़न या कभी कभी क्षेत्र के निकट विकिरणक भी कहता हूं फार फील्ड की तरह इसको भी वैज्ञानिक फ्राउन्होफर के नाम के हिसाब से फ्राउन्होफर क्षेत्र या फार फील्ड विकिरणक भी कहा जाता है आप देखते हैं कि यह क्षेत्र के पास विकीर्ण हो रहा है यह फ्राउनहोफर फील्ड है और एंटीना के पास बाकी क्षेत्र है यह सभी क्षेत्र वास्तव में निकट क्षेत्र है तो इसमें क्या अंतर है तो आप देखते हैं कि ऐन्टेना के पास निकट क्षेत्र है उसके बाद क्षेत्र है जो फ्रेन्ज़ेल रीज़न या क्षेत्र के पास विकिरणक है और आगे फ्राउनहोफर फील्ड है या फार फील्ड विकिरणक है तो क्या बात है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह तीन क्षेत्र है निकट क्षेत्र वास्तव में प्रतिक्रियाशील क्षेत्र है तो वे तुरंत एंटीना के आसपास होते हैं ऊर्जा संग्रहित हो रही है लेकिन विकिरणित नहीं होती है इसलिए अक्षम एंटेना मुख्य रूप से ऊर्जा को निकट क्षेत्र में संग्रहीत करते हैं वे विकिरण नहीं कर सकते हैं तो आप शक्ति दे रहे हैं लेकिन अगर एंटीना को ठीक से डिज़ाइन नहीं किया गया है अगर यह एंटीना अक्षम है यह उस ऊर्जा को निकट क्षेत्र में संग्रहीत करेगा यह उस ऊर्जा को फार फील्ड तक पंप नहीं कर पाएगा तो हम उन एंटीना को बहुत खराब एंटीना कहते है तो यही कारण है कि एंटीना की इम्पीडेन्स में रिएक्टिव भाग बहुत बड़ा होता है अब विकिरणित निकट क्षेत्र क्या है विकिरणित निकट क्षेत्र होता है जिससे विकिरण हो रहा है वहां पर पाइंटिंग वेक्टर में पर्याप्त शक्ति होती है तो निकट क्षेत्र से अधिक विकिरणित निकट क्षेत्र हो होता है यहाँ विकिरणित क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा होता है विकिरणित निकट क्षेत्र मतलब विकिरणित क्षेत्र ज्यादा प्रभाव वाला होता है फार फील्ड में भी वे प्रबल होते हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ है शक्ति जो अलग अलग दिशा में बहती है इसका मतलब है कि शक्ति का कोणीय वितरण अभी भी दूरी पर निर्भर करता है इसलिए जब आप दूरी बदलते हैं तो कोणीय वितरण भी बदल जाता है इसलिए दूरी के साथ शक्ति का कोणीय वितरण बदल रहा है तो इसका मतलब है कि अभी भी किरण नहीं बनी है रेडिएशन बीम जो नहीं बनी है यह अभी भी बन रही है इसी कारण अगर आप वहां एक पैटर्न मापते हैं शक्ति कैसे है और उस क्षेत्र में दूसरी दूरी पर है यदि आप मापते हैं तो आपको एक अलग पैटर्न दिखाई देगा तो उस प्लेन में कोई मानक पैटर्न नहीं है तो इसे फ्रेन्ज़ेल ज़ोन कहा जाता है यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आप अपने एंटेना को फ्रेन्ज़ेल ज़ोन में रखना चाहते हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि एंटीना से दूरी क्या है दरअसल आधुनिक संचार में विशेष रूप से इस 4 जी 5 जी में उन्हें आवश्यकता थी क्योंकि वे यह नहीं कर सकते थे कि मैं रिसीवर को केवल फार फील्ड में रखूंगा लेकिन वे इसके लिए सही करना चाहते हैं कि फ्रेन्ज़ेल ज़ोन में एंटेना का निरूपण आवश्यक है तो पहले फ्रेन्ज़ेल ज़ोन दूसरा फ्रेन्ज़ेल ज़ोन आदि हैं जिन्हें यदि आपको 5G आदि के लिए एंटीना रखना है तो निकालना पड़ेगा तो यह निकट क्षेत्र विकिरणक है हमने पहले ही कहा है कि यह किस दूरी पर और फिर फार फील्ड में होता है तो हमने पहले ही कहा था कि फार फील्ड विकिरणक में या फ्राउनहोफर फील्ड जो कि किसी भी एंटीना निरूपण के लिए हमारा मुख्य हित है तो फ्राउनहोफर फील्ड या फार फील्ड वहां पहले से ही हमने कहा है कि जाहिर है रेडियल घटक का विकिरण कम हो गया है तब 1 by r शब्द हावी है फिर इम्पीडेन्स इसका मतलब है कि Efar field by Hfar field मुक्त स्थान इम्पीडेन्स के बराबर है जो 120 pi है फिर कोणीय शक्ति वितरण इस पर निर्भर नहीं है एक बात है जाहिर है यह विकीर्ण क्षेत्रों पर हावी है लेकिन कोणीय शक्ति वितरण वितरण दूरी पर निर्भर नहीं करता है कोणीय शक्ति वितरण जाहिर है अगर मैं कुछ ओर आगे की दूरी पर मापता हूं शक्ति कम हो जाएगी लेकिन कोणीय वितरण का मतलब है कि विभिन्न कोणों पर उस दूरी पर यह कैसे वितरित किया जाता है यह वितरण फार फील्ड में नहीं बदलता है यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है क्योंकि यह हमें एंटीना की दिशात्मक प्रकृति को चिह्नित करने के लिए ले जाएगा जिसकी चर्चा हम जब विकिरण पैटर्न पर चर्चा करेंगे तब चर्चा करेंगे और एक और मापदंड यह है कि इस मामले में यह Efar field cross Hfar field है जो वे शक्ति प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं तो यह एंटीना के फार फील्ड के बारे में है तो अब हम जानते हैं कि अगर आपको एक एंटिना मिलता है तो आप हमेशा यह गणना कर सकते हैं कि किस दूरी पर उसका फार फील्ड होगा तो आप एंटीना को केवल फार फील्ड में ही चिह्नित करेंगे हम एंटीना के इम्पीडेन्स का पता लगाने के अलावा इसे पास के क्षेत्र में नहीं करते हैं इसलिए यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी जिसे हमने देखा है अगला हम एंटीना मापदंडों का योग देखेंगे क्योंकि हमने हमेशा कहा था कि हम एंटीना के विश्लेषणात्मक व्यंजको का पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि अधिक जटिल एंटेना वहाँ हम हमेशा एंटीना सतह पर J धारा घनत्व वितरण नहीं निकाल सकते है तो हम हमेशा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नहीं खोज सकते हैं लेकिन हमारे पास कुछ माप आदि हो सकते हैं जिनके द्वारा हम हमेशा यह दर्शा सकते हैं कि एंटीना कैसा व्यवहार कर रहा है इसलिए हम यहां उन मापदंडों पर चर्चा करेंगे पहले जिस पर हम चर्चा करते हैं उसे एंटीना का विकिरण पैटर्न कहा जाता है पहले से ही हमने धारा तत्व के लिए विकिरण पैटर्न देखा है इसका मतलब है यह अंतरिक्ष में दिशा के शब्दों में विकिरणित शक्ति का सापेक्ष वितरण है इसे विकिरण पैटर्न कहा जाता है इसलिए विकिरण पैटर्न अंतरिक्ष में दिशा के शब्दों में विकिरणित शक्ति का सापेक्ष वितरण का प्लॉट है लेकिन हम पहले ही देख चुके हैं कि यह एक 3 D प्लॉट होगा क्योंकि हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस है हमें इसके बाद उस सभी संभव दिशाओं को रखना होगा जिसमें विकीर्ण शक्ति हो तो यह एक 3 D प्लॉट होगा जो अब हम कर सकते हैं लेकिन हमारी समझ के लिए बेहतर होगा इसे 2 D प्लॉट में करना बेहतर है क्योंकि यह कल्पना करना आसान है तो इसीलिए इस 3 D प्लॉट के विभिन्न खंडों को आम तौर पर उन वर्गों को 2 डी द्वि आयामी विकिरण पैटर्न कहा जाता है तो यह किस अनुभाग के लिए है जिसका हम क्या कर सकते हैं हम परिभाषित करते हैं अगर हमारे पास एक रैखिक ध्रुवीकृत एंटीना है इसका मतलब है रैखिक रूप से ध्रुवीकृत का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर समय के साथ एक रेखा को बनाए रख रहा है फिर उस स्थिति में हम यह पता लगा सकते हैं कि यदि हम इस विकिरण पैटर्न को प्लेन में प्लॉट करते हैं जहाँ यह ई फील्ड वेक्टर और अधिकतम रेडिएशन की दिशा एक प्लेन बनाता है इसलिए अगर हम ऐसा प्लॉट करते हैं उसे ई प्लेन पैटर्न कहा जाता है इसलिए हम उस विकीर्ण शक्ति को ई प्लेन नामक प्लेन में प्लॉट कर रहे हैं ई प्लेन क्या है ई प्लेन विद्युत क्षेत्र और अधिकतम विकिरण की दिशा द्वारा बनाया गया प्लेन है धारा तत्व के मामले में यदि आप धारा तत्व के दिशा में याद करते हैं तो यदि हम यहाँ हैं तो यह हमारा z अक्ष है तो अधिकतम विकिरण की दिशा इस दिशा में y अक्ष थी और विद्युत क्षेत्र जो theta दिशा में है इसलिए जाहिर है ये इसका मतलब है यह Eθ और यह y यदि हम उस प्लेन में हैं यदि हम डालते हैं तो theta plane का अर्थ है कि आप देखते हैं कि यदि मैं कोण theta को बदलता हूं तो यह कैसा लगेगा तो वह पैटर्न हम पहले ही देख चुके थे ये पैटर्न ऐसा था यह ई प्लेन पैटर्न है वास्तविक पैटर्न इनकी एक क्रांति थी जो हमने देखी थी तो यह ई प्लेन पैटर्न है इसी तरह एच प्लेन पैटर्न क्या है एच प्लेन पैटर्न का अर्थ है अधिकतम विकिरण की दिशा फिर से वह y अक्ष और H क्षेत्र तो H क्षेत्र क्या है यह अजीमुथल क्षेत्र है और अधिकतम विकिरण y की यह दिशा है इसलिए यह क्षेत्र ऐसा है तो x y दिशा में यदि हम प्लॉट करते हैं तो हमने देखा है कि यह एक वृत होगा मुझे इसे इस वृत की तरह केन्द्रित करना होगा इसलिए यह हर जगह समान है जिसे हमने पहले ही देखा है यह सही नहीं है इसे केंद्रित करना होगा तो वह एच प्लेन पैटर्न कहलाता है इसी तरह यदि इसके बजाय मेरे पास रेडिएटर पर एक आयताकार वेवगाइड है कई बार ऐसा होता है प्रमुख TE10 मोड में आयताकार वेवगाइड में आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र इस तरह होता है यह 0 हो जाता है तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है हम मानते हैं कि यह हमारी y दिशा है यह हमारी x दिशा है और यह हमारी z दिशा है अब यह आसान है कि ओपन हैंडेड वेवगाइड के मामले में अधिकतम विकिरण हो रहा है अधिकतम विकिरण कुछ इस तरह होता है और कुछ छोटे लोब होते हैं यह एक आयताकार वेवगाइड का विकिरण पैटर्न है तो इसका मतलब है कि z दिशा में इस z दिशा में अधिकतम विकिरण होता है तो वास्तव में मैं इसे z दिशा कहूंगा तो फिर मेरे पास यह बॉक्स है फिर यहां से विकिरण आ रहा है तो यहाँ y z प्लेन का मतलब है कि y और z प्लेन यह रेडिएशन पैटर्न होगा जिसे मुझे यहाँ प्लॉट करना होगा यह ई प्लेन होगा तो यहां मुझे प्लॉट करना होगा और x प्लेन इस मामले में x दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है इसका मतलब है कि यह x दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है तो x z प्लेन H प्लेन होगा H प्लेन आयताकार वेवगाइड के लिए है यह x z प्लेन है तो वह एक प्लेन होगा इसलिए हम इस चर्चा को अगली कक्षा में जारी रखेंगे